करंट डेंसिटी के पदों में वेक्टर पोटेंशियल के लिए समीकरण हम वेक्टर फील्ड A पर चर्चा कर रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड B से कर्ल समीकरण से संबंधित है इस व्याख्यान में जो करना चाहते हैं वह यह है कि हम के पदों में इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल V के लिए पॉइसन इक्वेशनPoisson's Equation की भांति सीधे करंट डेंसिटी J के पदों में वेक्टर फील्ड A के लिए एक समीकरण विकसित करना चाहते हैं इस प्रकार यदि मैं सीधे A ज्ञात कर पाता हूं तो मैं इसका कर्ल लेकर B की गणना आसान तरीके से कर सकता हूं जो किसी दिए गए करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए B की गणना करने का एक अच्छा तरीका होगा तो यह हमारी कार्य योजना है

इस समीकरण को विकसित करने के लिए हम AB समीकरण से शुरू करते हैं और एक बार पुनः इसका दोनों तरफ कर्ल लेते हैं A का कर्ल B के कर्ल के बराबर है अर्थात AB अब हम B के कर्ल का मान करंट डेंसिटी के पदों में 0j जानता हूं जबकि वेक्टर आईडेंटिटी के द्वारा इसके बाएं ओर को A 2A के रूप में लिख सकते हैं जहां 2 एक लाप्लाशन ऑपरेटर है AB B0j ABA 2A यहां पर वेक्टर A का लाप्लाशन ऑपरेटर लेने से अर्थ है कि आप A के प्रत्येक कॉम्पोनेंट का लाप्लाशन ले रहे हैं और यहां पर A 2A r 0j के बराबर है अब मेरे पहले के व्याख्यानों से याद कीजिए कि इसमें A को चुनने की स्वतंत्रता है और इस प्रकार हम इसमें एक ग्रेडिएंट लगा सकते हैं और इसलिए मैं A को इस तरह से चुन सकता हूं कि A का डायवर्जेंस शून्य हो अगर मैं ऐसा करता हूं तो हमें 2A 0j समीकरण मिलता है यह वेक्टर फील्ड के लिए पॉइसन इक्वेशनPoisson's Equation है आइए समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है AB AB0j A को चुनने की स्वतंत्रता AA0 2A 0j तो हमारे पास A0 शर्त के अधीन 2A 0j समीकरण है और ध्यान रखें कि यह सब एक स्टेडी स्टेट करंट के लिए है इसका मतलब यह है कि इसका प्रत्येक कॉम्पोनेंट 2Axr 0jx 2Ayr 0jyऔर अंत में 2Azr 0jz के बराबर है 2Axr 0jx 2Ayr 0jy 2Azr 0jz ये सभी समीकरण बिल्कुल इस पॉइसन इक्वेशनPoisson's Equation के समान हैं जोकि 2r 0 द्वारा दिया जाता है यहां हम बस इतना कर रहे हैं कि 10 को 0 से बदला जा रहा है और को jx से बदला जा रहा है r को Axr के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है और इसी प्रकार y और z कॉम्पोनेंट भी प्रतिस्थापित किए जा सकते हैं इसलिए इन समीकरणों का वही समान हल प्राप्त होगा जोकि पॉइसन इक्वेशनPoisson's Equation का होता है तो फ्री स्पेस में हम पहले से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के हल को जानते हैं मैं V का उपयोग कर रहा हूं इसलिए मुझे 2r 0में भी r के स्थान पर V का उपयोग करना चाहिए इसलिए फ्री स्पेस में Axr बराबर होगा 04πjxr r r dV इसी तरह Ayr 04πjyr r r dV होने जा रहा है और इसी तरह Azr के लिए समीकरण Azr04πjzr dV के बराबर है r r r r dV इसे एक साथ लिखने के लिए Ar वेक्टर को 04πjr r r dV द्वारा दिया जाता है यह वेक्टर पोटेंशियल के लिए समीकरण है यह इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के समीकरण के समान ही है सिवाय इसके कि अब मेरे पास तीन कॉम्पोनेंट हैं क्योंकि यह वेक्टर पोटेंशियल है यदि एक बार यदि मुझे करंट डेंसिटी ज्ञात है तो मैं इससे वेक्टर पोटेंशियल की गणना कर सकता हूं और फिर इसका कर्ल लेकर हमेशा की तरह अपना मैग्नेटिक फील्ड प्राप्त कर सकता हूं dV आइए अब कुछ उदाहरण हल करें पहले उदाहरण के तौर पर मैं Z अक्ष के अनुदेश एक तार ले रहा हूं जिसमें I करंट प्रवाहित हो रही है यह एक प्रसिद्ध उदाहरण है अब हम सीधे वेक्टर पोटेंशियल की गणना के लिए जाना चाह रहे हैं आइए हम इसके लिए करंट डेंसिटी लिखते हैं आप देखते हैं कि करंट केवल s0 पर जा रहा है और मुझे परिभाषा के अनुसार पता है करंट डेंसिटी Js dsI के बराबर होना चाहिए करंट डेंसिटी z दिशा में जा रही है जिसका परिमाण I है और जो केवल s 0 पर डेंसिटी इंफिनिटी हो जाती है और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए मैं इसे 2s से विभाजित करने जा रहा हूँ और इस प्रकार यह करंट डेंसिटी प्राप्त होती है आइए देखें कि क्या यह सही है यदि मैं इस एरिया को तार के चारों ओर लेता हूं तो Js dsIs2s2sds z z होता है क्योंकि एरिया z दिशा में है Js dsIs2s2sds z z 2s 2s से कैंसिल हो जाता है और s पर इंटीग्रल मुझे 1 देता है और इसलिए यह I के बराबर है इसलिए मुझे सही करंट डेंसिटी मिली हुई है आइए हम इसका उपयोग सीधे वेक्टर पोटेंशियल की गणना के लिए करें jsIδ2πsz Js dsIs2s2sds z zI वेक्टर पोटेंशियल Ar04πjs s s dV है याद रखें कि यह एक धारावाही तार है जो से की ओर जा रहा है क्योंकि jsIδ2πsz तथा dV2s ds dz लिख सकते हैं चूंकि यह एक इंफिनिटी वायर है अत z के किसी भी मान पर Ar के लिए उत्तर समान होने वाला है इसलिए मैं इसे z 0 पर भी परिकलित कर सकता हूं s s का मान s s2z2 होने जा रहा है और इसलिए यह इंटीग्रल 04πI2πssz2πsdsdzs s2z2 के बराबर है क्योंकि यहां s शून्य है 2πs से 2πs कैंसिल देख सकते हैं और s ds s0 देता है तो मेरे पास 0I4πz ∞dzs2z2 बचता है r r dV04πI2πssz2πsdsdzs s2z20I4πz ∞dzs2z2 आइए हम इस इंटीग्रल को हल करते हैं मैं इस इंटीग्रल को zs tan लेकर करता हूं और यह मुझे 0I2πz 22 s sec2s secθdθ देता है यह s कैंसिल हो जाता है और आप देख सकते हैं कि यह sec d का इंटीग्रल है जो मुझे logsectan देता है जो इस मामले को पेचीदा बना देता है इसलिए मुझे वास्तव में यह गणना L से L तक जाने वाले एक लंबे तार को लेकर और तत्पश्चात L लेकर करनी होगी और इससे मुझे s पर निर्भरता मिलेगी तो चलिए इसे ठीक से करते हैं क्योंकि अब मैं L से L तक का एक लंबा तार ले रहा हूं और A की z0 पर गणना कर रहा हूं इसलिए मैं A को As z0 के बराबर लिखने जा रहा हूं यह Asz00I4π LLdzs2z2z के बराबर होने वाला है और यह z दिशा में है क्योंकि यह इंटीग्रल z के सापेक्ष में है मैं इसे 0 से L तक बना सकता हूं जिसे मैं 0I4π×20Ldzs2z2z के रूप में लिख सकता हूं Asz00I4π LLdzs2z2z0I4π×20Ldzs2z2z तो फिर से मैं इस इंटीग्रल में z को s tan से प्रतिस्थापन लेकर करता हूं जिसके द्वारा मुझे 0I2πz0tan 1Ls ssec2ssecθdθ प्राप्त होता है यह 2 pi से अधिक mu naught I के बराबर मिलता है जिसमें dθ 0 से tan 1Ls तक परिवर्तित हो रहा है तो अब हम कुछ कैंसिलेशन फिर से करते हैं sec2 यहाँ sec को कैंसिल करता है और मुझे sec मिलता है और इसलिए मुझे0I2πz0tan 1Ls sec dθ प्राप्त होता है Asz00I4π LLdzs2z2z0I4π×20Ldzs2z2z 0I2πz0 tan 1Ls ssec2ssecθdθ0I2πz0tan 1Ls sec dθ और इसलिए मेरा उत्तर 0I2πz 0 tan 1Ls सामने आता है जिसे मैं सरल कर सकता हूं 0 पर tan 0 है sec 1 है तो यह मुझे शून्य देता है 0 tan 1Ls और इसलिए Asz0 के लिए z दिशा में 0I2πz बाहर निकलता है और लॉग के अंदर ब्रैकेट मेंtan tan Ls जो मुझे sL देता है प्लस हमें मिलता है1L2s2 S वर्ग के ऊपर secant थीटा है L के लिए 0I2πzln LsLs लिखा जा सकता है क्योंकि L के लिए मैं उस 1 को अनदेखा कर सकता हूं तो मैं ब्रैकेट के अंदर एकLs मिटा दूंगा और इसे 2Ls के रूप में लिखूंगा जो कि0I2πzln 2Ls के बराबर है जिसे आगे 0I2π ln 2Lz 0I2π lns z के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि L के लिए 0I2π ln 2Lz का मान भी इनफिनिटी हो जाता है और इसलिए इस पद को छोड़ सकते हैं मेरा मतलब है कि यह सिर्फ इनफिनिटी का जोड़ है तो s पर निर्भरता वास्तव में Asz0 0I2πlns z के रूप में सामने आती है यह z पर निर्भर नहीं करता है इसलिए मैं Asz0 लिख सकता हूं यह नहीं भी लिख सकता है या सिर्फAs लिख सकता हूं वास्तव में यह वही उत्तर है जो हमें पहले प्राप्त हो चुका है Asz00I2πzln Ls1L2s2 L→∞ Asz0 0I2πz ln 2Ls0I2π ln 2Lz 0I2π lnsz 0I2πlns z आइए एक और उदाहरण लेते हैं और वह करंट शीट का होगा जिसके लिए हमने पहले ही मैग्नेटिक फील्ड और A की गणना की है लेकिन अब हम इसे सीधे करना चाहते हैं यह x दिशा है यह y दिशा है और यह z दिशा है और यह एक सरफेस करंट K ले जा रही है जो y दिशा में Ky है अपने आप को याद दिलाने के लिए आप हमारे द्वारा पहले किए गए व्याख्यानों को देख सकते हैं तो यह एक सरफेस करंट ले जा रही है जो KK y के बराबर है इसलिए करंट डेंसिटी jr को K के पदों में लिखा जा सकता है जिस एरिया से यह करंट जा रही है वह yz तल है तो z तल में यह z 0 तक सीमित है इसलिए मैं jr को y दिशा में Kδzy लिख सकता हूं हम इसे कैसे चेक करते हैं मैं एक क्रॉस सेक्शन लेता हूं जिसके पर करंट प्रवाहित हो रही है इसलिए यदि मैं इस क्रॉस सेक्शनCross Section में jrdS करता हूं तो मुझे यह मिलेगाl dz Kδzyy यहां y दिशा एरिया की दिशा भी देती है तो यह मुझे KL देता है जो कि वास्तव में शीट की लंबाई से गुजरने वाली करंट है KKy jrKδzy jrdSl dz KδzyyKl तो हमारा jr सही है इसलिए किसी भी बिंदु r पर वेक्टर पोटेंशियल Ar Ar04πjr r r dV होने वाला है जो 04πKδzy dV के बराबर है r r dV अब देखते हैं कि यह एक समतल शीट है और इसलिए उत्तर वास्तव में इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए हम कि किस x किस y पर मैं इसकी गणना कर रहा हूं क्योंकि यह इनवेरिएंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा x कौन सा y है क्योंकि xy तल की सीमा अनंत तक है तो मैं Ar की गणना x0 पर कर सकता हूं जो शायद किसी भी अन्य x के समान ही है यह मेरी गणना को थोड़ा आसान बनाता है और इसी प्रकार y0 और z पर गणना कर सकता हूं इस प्रकार jrKδzy चूंकि मैं इसकी गणनाx0y0 पर कर रहा हूं और इसलिए r r को x2y2z z2लिखा जा सकता है इसलिए Ax0y0z0 04πyKδzx2y2z z2dxdydz के बराबर होगा यही अभीष्ट व्यंजक है आइए इसे फिर से लिखें Ax0y0z004πyKδzx2y2z z2dxdydz हमारी गणना इस चार्ज शीट के लिए है जो कि y दिशा में सरफेस करंट को ले जा रहा है हमने z पर A00z की गणना की है यहां पर x या y से कोई फर्क नहीं पड़ता है और x या y के सभी मान पर उत्तर समान ही प्राप्त होता है इस प्रकार A00z को 04πyKδzx2y2z z2dxdydz लिखा जा सकता है अब z सापेक्ष के इंटीग्रल z के कारण z पर इंटीग्रल मुझे जीरो देता है और इसलिए यह 0K4πy∬ ∞dxdyx2y2z2 के बराबर हो जाता है यहां पर y एक निश्चित दिशा होने के कारण इंटीग्रल से बाहर आ जाती है यहां पर दोनों x और y से तक जा रहे हैं A00z04πyKδzx2y2z z2dxdydz0K4πy∬ ∞dxdyx2y2z2 मैं इस इंटीग्रल को बहुत आसान बना सकता हूँ यदि मैं यह समझूँ कि यह वास्तव में एक एरिया इंटीग्रल है इसलिए मैं इस एरिया इंटीग्रल को सिलैंडरिकल कोऑर्डिनेट या प्लानर पोलर कोऑर्डिनेट के पदों में परिवर्तित कर सकता हूं जिसके तहत dx dy लेने के बजाय dx dy को 2sds तथा r r2को मैं s2 लिख सकता हूं मैं एक अलग कलर ले रहा हूं मैं वास्तव में इस एरिया को ले रहा हूं और चूंकि यह एक सिमिट्रिक इंटीग्रल है तो इस एरिया के सापेक्ष इंटीग्रेट करना वैसा ही है जैसे कि मैंने पूरे एरिया को कवर कर लिया हो और इसलिए मैं इस व्यंजक के बराबर में 0Ky4π02πsdss2z2 को लिख सकता हूं यह 2 और 4 कैंसिल होकर मुझे 2 मिलता है और इसलिए व्यंजक बन जाता है 0Ky20sdss2z2 और यह गणना करना बहुत आसान है आइए हम इसको हल करते हैं dxdy2πsds x2y2s2 A00z0Ky4π02πsdss2z20Ky20sdss2z2 तो आप किसी भी बिंदु पर A जो केवल z पर निर्भर करता है x या y मायने नहीं रखता Az0Ky20sdsz2s2 के बराबर है आइए हम z2s2 को Y2 लें ताकि YdYsds के बराबर हो तो मुझे मिलता है कि Az0Ky2 YdYY है यह y कैंसिल हो जाता है और मुझे Az0Ky2 Y प्राप्त होता है z2s2Y2 YdYsds Az0Ky20sdsz2s20Ky2 dy0Ky2 Y फिर से Y प्रतिबंधित है और इसलिए मैं इसकी उपेक्षा करूंगा और इसलिए अंत में A की z पर निर्भरता Az 02Kzy द्वारा दी जाती है वास्तव में यह उत्तर हमने पहले B के द्वारा प्राप्त किया था तो आप देखते हैं कि मैंने आपको दो उदाहरण दिए हैं जहां हम A की गणना सीधे एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं और अब मैं इसका कर्ल ले सकता हूं और B के लिए मेरा उत्तर प्राप्त कर सकता हूं Az02Ky0sdsz2s2 z2s2Y2 YdYsds Az02Ky